अब मैं आपको पोलराइजेशन के बारे में बताऊंगा प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है यह तो हम सभी जानते हैं और इसके दो कॉम्पोनेंटहोते हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंटऔर मैग्नेटिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंटजोकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही प्रकाश की गति की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंटऔर मैग्नेटिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंटऔर प्रकाश की गति की दिशा तीनों आपस में परपेंडिकुलर है यह जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कॉम्पोनेंटहै इसका एंप्लीट्यूड तरंग की तरह बदलता रहता है इसी तरह मैग्नेटिक कॉम्पोनेंटभी तरंग की तरह बदलता रहता है लेकिन मैग्नेटिक कॉम्पोनेंटकी शक्ति इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटके सामने बहुत कम होती है इसीलिए मैटर हमेशा इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन करता है और हम मैग्नेटिक कॉम्पोनेंटको नजर अंदाज़ कर देते हैं इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश के बारे में यह माना सकता है कि उसके सिर्फ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटहै जो कि बदलते रहते हैं असल में मैग्नेटिक कॉम्पोनेंटभी इसी तरह बदलते हैं क्योंकि वह दोनों आपस में परपेंडिकुलर और ऐसे ही बने रहे इस परपेंडिकुलर प्लेन को हम लोग नजर अंदाज़ कर रहे हैं हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रकाश एक दिशा में जा रहा है और उसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटइस तरीके से बदल रहे हैं यह इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटएक प्लेन के ऊपर सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं यह प्लेन प्रकाश की गति की दिशा के परपेंडिकुलर है इस तरह की प्रकाश को जिसमें इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट एक प्लेन के अंदर हर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं जो प्लेन प्रकाश की गति की दिशा के परपेंडिकुलर है उस प्रकाश को अनपोलराइज्ड प्रकाश कहते हैं और इस तरह के प्रकाश को इस तरीके से दर्शाया जाता है यह प्रकाश की गति की दिशा है और यह वेक्टर सभी दिशाओं में है जिन्हें दो कॉम्पोनेंटजोकि आपस में परपेंडिकुलर है की मदद से निकाला जा सकता है इस तरीके से हर वेक्टर को दो कॉम्पोनेंटमें लिखा जा सकता है चाहे उसकी कोई भी दिशा हो हम इस कॉम्पोनेंटहो 2 दिशाओं में दिखा सकते हैं जिनमें से एक दिशा यह है और दूसरी दिशा इस पेपर के परपेंडिकुलर है क्योंकि यह तो प्रकाश की गति की दिशा है यह रेखा और यह बिंदु दोनों ही इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटदर्शाते हैं जिसमें बिंदु वाले कॉम्पोनेंटपेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस तरीके से हम अनपोलराइज्ड प्रकाश को दर्शाते हैं अब अगर सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंटहोगा और दूसरे कॉम्पोनेंटको किसी तरीके से हटा दिया जाएगा तो इसको हम पोलराइज्ड प्रकाश कहेंगे इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटकी दिशा को एक निर्धारित दिशा में जमाने से भी यह प्रकाश पोलराइज्ड हो जाएगी जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स है उनको किसी भी तरीके से हटाने के बाद पोलराइज्ड प्रकाश बनती है जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं इसका सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंटहोता है जिसकी निर्धारित दिशा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y fxt और यह y इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट की वाइब्रेशन है y दिशा में z दिशा को H के लिए और y को इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटके लिए लिया गया है जोकि बदलते रहते हैं इस तरह के समीकरण में अधिकतम एंप्लीट्यूड a0 है इन तरंगों का समीकरण a sin kx wt है जिसमें ओमेगा टाइम से T 2𝛑⍵ इस तरह जुड़ा हुआ है यह ƛ और यह k है जो तरंग वेक्टर अथवा मोमेंटम वेक्टर है k 2𝛑ƛ अब हम किसी माध्यम से अन्पोलराइज्ड प्रकाश को पोलराइज बनाएँगे हमारे पास कई प्रकार की पोलराइजेशन होती है अब यह क्या क्या है इनमें से एक प्रकार जिसे लीनियरली पोलराइज प्रकाश या फिर प्लेन पोलराइज प्रकाश कहते हैं इसे इस नाम से इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट एक निर्धारित दिशा में कांस्टेंट तापमान में कांस्टेंट एंप्लीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं इसीलिए इसका नाम लीनियरली पोलराइज प्रकाश है और यह किसी भी दिशा में हो सकती है लेकिन बस उसी दिशा और एंप्लीट्यूड को बनाए रखें इसे कहते लीनियरली पोलराइज प्रकाश हैं इसके अलावा सर्कुलरली पोलराइज प्रकाश और एलिप्टिकल पोलराइज प्रकाश भी होती है जब इस इलेक्ट्रिक वेक्टर की नोक रोटेट करती है अगर वह रोटेशन सर्कल होगी तो उसे सर्कुलरली पोलराइज प्रकाश कहेंगे और अगर उस रोटेशन की नोक एलिप्टिकल होगी तो उसे एलिप्टिकल पोलराइज प्रकाश कहेंगे यह रोटेशन दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों में से कोई भी हो सकती है अगर यह हैं दक्षिणावर्त और यह मेरा हाथ है तो इसे राइट हैंड पोलराइज प्रकाश कहेंगे और अगर यह वामावर्त है तो यह मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ होगी और इसे लेफ्ट हैंड पोलराइज प्रकाश कहेंगे लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड प्रकाश और लेफ्ट एलिप्टिकल पोलराइज्ड प्रकाश यह पोलराइजेशन के प्रकार हैं अब यहां पर कोई कैसे पहचान करें की प्रकाश लीनियरली सर्कुलरली या फिर एलिप्टिकली पोलराइज्ड है और इनके बीच में क्या भेद है और प्रयोग से इनके बीच का भेद कैसे पता लगा सकते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे पोलराइज्ड प्रकाश प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से मिलने वाला प्रकाश हमेशा अन्पोलराइज्ड होता है और उससे पोलराइज्ड प्रकाश बनाने के लिए हमें एक यंत्र या फिर किसी प्रकार के प्रबंध की आवश्यकता होती है यह कौन सा यंत्र है जिससे ऐसा किया जा सकता है आपको पहले प्रकाश को पोलराइज्ड करना है और बाद में उसका विश्लेषण करना है कि वह पोलराइज्ड हुई या नहीं इसीलिए हम प्रकाश के पोलराइजेशन और उसका विश्लेषण के बारे में बताते हैं तो जिस यंत्र का लैब में इस्तेमाल होता है उसे पोलराइजर और एनालाइजर कहते हैं यह दोनों एक ही यंत्र हैं लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग है जैसे कि पोलराइज करने वाले डिवाइस को पोलराइजर और पोलराइजेशन होने के बाद प्रकाश के विश्लेषण के लिए एनालाइज का प्रयोग करते हैं कि वह पोलराइज हुई या नहीं हम चाहे तो एक ही पोलराइजर का इस्तेमाल कर सकते है जिसे विश्लेषण करते समय एनालाइजर कहेंगे पोलराइजर क्या है आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि पोलराइजर को इस तरीके से बनाया जाता है की उसकी एक एक्सिस होती है जिसे ऑप्टिक एक्सिस या फिर पास एक्सिस कहते हैं और सिर्फ वही इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट इससे पास करते हैं जो इस एक्सिस के समांतर है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट इससे पास करते हैं जो इस एक्सिस के समांतर है और बाकी सभी कॉम्पोनेंट पास नहीं कर पाते हैं अगर मैं इस पोलराइजर को कॉम्पोनेंटके समांतर रखें तो सिर्फ वहीं पोलराइजर के दूसरी तरफ जा पाएगा और हमें ऐसी प्रकाश मिलेगा जिसका सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंटहै यानी कि प्रकाश पोलराइज हो जाएगी और हम इस तरीके से ऑप्टिक एक्सिस को इसके पैरेलल रखते हैं तो यह वाले कॉम्पोनेंटनहीं जाएंगे और सिर्फ यह कॉम्पोनेंट मिलेंगे तब यह प्रकाश पोलराइज होगी और इस पोलराइज प्रकाश के इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटइस दिशा में होंगे और उनका मेग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा अब हम दूसरा पोलराइजर लेकर इस प्रकाश को एनालाइज करेंगे जिसे एनालाइजर भी कहते हैं जब हम इस एनालाइजर को पोलराइज्ड प्रकाश के सामने रखेंगे तो प्रकाश इसके अंदर जाएगी और अगर वह एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस के समांतर होगी तभी एनालाइजर से पास हो पाएगी वह एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस के समांतर होगी तभी एनालाइजर से पास हो पाएगी हमें इसकी दूसरी तरफ प्रकाश ही वही तीव्रता मिलनी चाहिए अब अगर मैं पोलराइजर को रोटेट करूँ की एनालाइजर से उसका कोण थीटा हो इसका मतलब कॉम्पोनेंटका कोण भी एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस के साथ थीटा है तब सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस के समांतर कॉम्पोनेंटही उसको पास कर पाएंगे हम कह सकते हैं कि अगर यही E है तो E cos theta कॉम्पोनेंटऑप्टिक एक्सिस के समांतर होगा और E cos theta इससे पास करेगा लेकिन जब मैं कोण को 90 डिग्री कर दूँगा तो E cos theta का मान E cos 90 हो जाएगा जोकि 0 है और मुझे दूसरी और कोई भी प्रकाश नहीं मिलेगी चाहे कोई भी E एनालाइजर के ऊपर पड़े अब अगर एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस कॉम्पोनेंटके साथ थीटा कोण बनाती है तू वहां से सिर्फ Ecosθ कॉम्पोनेंटपास करेगा हम जानते हैं कि तीव्रता कॉम्पोनेंटके स्क्वायर के बराबर होते हैं इसीलिए I E2cos2 है और I Io cos2 जिसमें Io E2 के बराबर है दूसरी तरफ तीव्रता को यह रिलेशन से चलना होगा जिसमें तीव्रता cos2 का फंक्शन है और इसके हिसाब से ही तीव्रता का मान बदल रहा है I Io cos2 इसी को मेलस ला कहते हैं अब हम एक प्रयोग करेंगे जोकि इस मेलस लॉ को स्थापित करेगा और देखेंगे क्या यह सच में होता है हम क्या करेंगे हम इस अवस्था में तीव्रता को ना पाएंगे और I Vs के बीच का ग्राफ़ प्लाट करेंगे से cos और उससे cos2 बनाना हम जानते हैं इस तरीके से हम cos2 बदलेंगे और जब θ 0 होगा तो I Io होगा इस तरह से हम I निकाल लेंगे जो कि Iocos2के बराबर है अब यह 90 डिग्री 0 डिग्री यह होगा 180270 45225 डिग्री होगा मुझे अधिकतम प्रकाश 0 डिग्री पर मिलेगी जब वह ऑप्टिक एक्सिस के समांतर होगी और जब 90 डिग्री कोण होगा तब तीव्रता 0 मिलेगी अब हम इस प्रयोग में कोण को 10 या 20 डिग्री से बार बार बदलेंगे मैं यहां पर 10 डिग्री से बदल कर यह पॉइंट ले रहा हूं और जब आप इसे प्लाट करेंगे आपको इस तरह का ग्राफ़ मिलेगा चलिए प्रयोग करते हैं मैं आपको प्रयोग का सेट अप दिखाता हूं यह एक बहुत साधारण सेट अप है जिससे हम मेलस ला को सत्यापित करेंगे यहां पर हमारे पास एक लेज़र है जोकि डायोड लेज़र है यह डायोड लेज़र का ऊर्जा स्रोत यहां पर है और जब हम इसको ऑन करेंगे तो लेज़र से प्रकाश आएगी यह प्रकाश पोलराइज्ड होती है और हमें इसे अलग से पोलराइज्ड की कोई जरूरत नहीं है मैं पोलराइजर या एनालाइजर के बारे में बता चुका हूं यह पोलराइजर है जिसके अंदर आप एक सर्कुलर प्लेट देख सकते हैं इस सर्कुलर स्केल पर निशान बने हुए हैं जैसे यहां पर एक निशान है जो कि 0 को दर्शाता है अब जब मैं कोण को चेंज करूँगा तो ऑप्टिक्स एक्सिस की दिशा भी बदलेगी लेकिन यह किस दिशा में है यह मुझे नहीं पता लेकिन यह एक विशेष दिशा में ही है अब जैसे मैं इस पोलराइजर को घुमाता हूं वैसे ही इसकी ऑप्टिक एक्सिस को भी घुमाता हूं और 0 डिग्री से बदलता हुआ 20304050 से लेकर 360 डिग्री तक बदल सकता हूं यह है एक 180 डिग्री और यह दूसरा 180 हुआ इस तरीके से मैं पूरा एक रोटेशन करूँगा अब से अरेंजमेंट को वापस से सेट कर दूँगा और ऑप्टिक एक्सिस को बदलते हुए कोण को नाप लूँगा इसी तरह की सामान वस्तु हमने यहां पर भी लगाई है जिसे हम नहीं छोड़ेंगे लेकिन अगर हमारी प्रकाश पोलराइज नहीं होती तो हम क्या करते हम प्रकाश सोर्स के सामने एक पोलराइजर लगा देते जिससे हमें पोलराइज प्रकाश मिलती लेकिन उसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लेज़र प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं जो खुद में ही पोलराइज है इसीलिए इस लिनियली पोलराइज्ड प्रकाश को सीधा पोलराइजर जो कि एनालाइजर की तरह इस्तेमाल हो रहा है पर डालकर प्रयोग करेंगे हमने ऑप्टिक एक्सिस को इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटके समांतर सेट कर दिया है अब मुझे कैसे पता कि यह समांतर है और कैसे मैं तीव्रता नाप लूँगा इसके लिए यहां पर हम एक फोटो डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे यहां पर आप प्रकाश के एक धब्बा देख पा रहे होंगे आप प्रकाश के धब्बा को देख रहे हैं इस डिटेक्टर के अंदर मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं लेकिन एक छोटा छेद है इस गोल के जरिए प्रकाश डिटेक्टर पर पड़ती है डिटेक्टर एक बहुत ही साधारण फोटो डायोड है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यह किस सिद्धांत पर काम करती है जैसे कि आपको पता ही होगा डायोड पीएन जंक्शन को कहते हैं यह p और यह n है यह एक p n जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर होती है अब अगर डिप्लीशन लेयर पर हम रिवर्स बॉयस लगाएंगे तो p बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और n पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा अब इस रिवर्स बॉयस के लगाने से क्या होगा इससे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी और यह ऐसा हो जाएगा अब यह p और यह n और यह डिप्लीशन लेयर है और आप देख सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर का क्षेत्र फल बढ़ गया है जब प्रकाश इस डायोड पर पड़ेगी तो डायोड इलेक्ट्रॉन और होल्स बनाएगी कितने इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे यह सीधा सीधा प्रकाश की तीव्रता पर आधारित है अब यह इलेक्ट्रॉन यहां से करंट के द्वारा नाप सकते हैं आप यह करंट नाप रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जब चलते हैं तो उनके चलने से करंट बनता है यह करंट डिप्लीशन लेयर में पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े की आबादी पर सीधी तरह आधारित है अगर इसको दूसरी तरह के डिज़ाइन से बनाया जाता तो आपको पता है वहां पर रिकांबिनेशन हो जाता जिसकी वजह से आपको करंट नहीं मिलता इसीलिए हम डिप्लीशन लेयर को बढ़ाते हैं ताकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल ना मिल पाए जो भी इलेक्ट्रॉन और होल वहां पर बनेंगे वह आपस में नहीं मिलेंगे या रिकंबाइन करेंगे और विपरीत दिशाओं में बढ़ेंगे जिसकी वजह से एक करंट होगा और यह करंट इन जोड़ों की आबादी पर सीधा सीधा आधारित होगा और इन जोड़ों की आबादी डायोड पर पड़ने वाली प्रकाश के तीव्रता पर सीधी सीधी आधारित होगी यह करंट प्रकाश की तीव्रता के अनुपातिक है इसलिए हम करंट को तीव्रता के बराबर ले सकते हैं यह इस फोटो डायोड का सिद्धांत है और अब हम इसको प्रकाश की तीव्रता करंट के रूप में नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे अब हम क्या करेंगे यह पोलराइजर है और यह एनालाइजर अब मैं इसे चेंज करके देखूँगा और रीडिंग लूँगा मैं आपको यहां से रीडिंग लेकर बता सकता हूं जैसे कि आप देख सकते कि अभी मेरा निशान 25 पर है और हर एक डिविज़न 2 डिग्री के बराबर है अब हम इसको थीटा कोण सेट कर देंगे जोकि प्रारंभिक कोण है यह एनालाइजर की प्रारंभिक रीडिंग है इसलिए जब भी हम 25 डिग्री पढ़ेंगे तो उसको थीटा 0 बोलेंगे और आप यहां पर मीटर देख सकते हैं जोकि करंट मीटर है फोटो डायोड से आते हुए कनेक्शन भी आप देख पा रहे हैं यह करंट फोटो डायोड से आते हुए 302 रीडिंग दे रहा है असल मैं करंट की अधिकतम वेल्यू तब आएगी जब प्रकाश एनालाइजर से गुजरेगी और यह 25 डिग्री पर आ रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वक्त एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट के समांतर है इस अवस्था में थीटा 0 डिग्री असल में 25 डिग्री है इसका मतलब बाकी सभी कोण हमें इस 25 डिग्री को 0 समझ कर फार्मूला में डालने होंगे मैंने आपको दिखाया की ऑप्टिक एक्सिस और इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंटके बीच का कोण थीटा है यह कोण थीटा हम यहां से पढ़कर रीडिंग ले सकते हैं और आप जो भी रीडिंग लेंगे उसको 25 से घटा देंगे क्योंकि 25 ही हमारा 0 थीटा है तो इस तरह 0 डिग्री पर करंट का क्या वेल्यू है करंट का वेल्यू 302 मिली एंपियर है यहां पर आप दो विकल्प देख सकते हैं माइक्रो एंपियर और मिली एंपियर और हमने मिली एंपियर विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए करंट का वेल्यू 302 मिली एंपियर है अब मैं कोण को 10 या 20 डिग्री से बदलता रहूँगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे इसे रोटेट करने से करंट की इंटेंसिटी भी बदल रही है जैसे अभी यह 25 डिग्री पर है और मैं इसको 40 डिग्री पर पहुंचा देता हूं तो करंट का वेल्यू 289 हो जाता है यह मुझे लिखना होगा कि यह जो 40 डिग्री है इसको थीटा 0 से कम करना होगा इसका मतलब यह 15 डिग्री है और जब हमारा 15 डिग्री है तो हमारा रीडिंग 289 आ रहा है अब मैं इसको बदल कर 50 कर दूँगा अब इसका वेल्यू 262 आ रहा है हमें 50 में से 25 कम करना होगा इसका मतलब 25 डिग्री पर 262 करंट है इस तरीके से मैं बार बार इसको बदलूँगा और 25 डिग्री से घटा आऊंगा यहां पर 50 डिग्री का मतलब 25 डिग्री है क्योंकि उसे हमने 25 डिग्री से घटा दिया है इसी तरीके से हम सारी रीडिंग को बदल बदल कर नोट करेंगे अब मैं आपको 60 डिग्री पर रीडिंग लेकर दिखाऊंगा जो कि 238 आ रही है और मैं उसके बाद 70 डिग्री पर रीडिंग लूँगा यहां पर 90 डिग्री का मतलब है 90 25 ऐसे ही अब मैं 100 डिग्री पर रीडिंग लूँगा जोकि 46 आ रही है इसके बाद 110 पर 09 और उसके बाद 115 पर और उसके बाद 120 है 120 25 हुआ 95 और इसका उत्तर शून्य के आसपास आना चाहिए यहां पर कुछ गलती की वजह से हमें फिर से यह प्रयोग करना होगा जैसे कि यह 95 आ रहा है लेकिन इसको 90 आना चाहिए था इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से इस प्रयोग करना होगा और मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा जब मैं 120 से 130 कोण बढ़ाता हूं तो करंट 05 भी इनक्रीस करने लगता है 140 पर रीडिंग है 26 150 पर 65 160 पर 122 170 पर169 180 पर 222 और 200 पर 287 अब अधिकतम करंट पाने के बाद फिर से यह घटने लगेगा जैसे ही मैं कोण को इनक्रीस करुंगा 220 पर 220 मतलब 220 25 195 पर मुझे फिर से अधिकतम करंट मिल रहा है लेकिन यह अधिकतम करंट तो मुझे 180 पर मिलना चाहिए था इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि 25 डिग्री इनिशियल रीडिंग लेने में मैंने कुछ गलती की है और मैं फिर से इसको चेक कर लूँगा मुझे हर समय करंट की पॉजिटिव वेल्यू मिल रही है जो कि इंटेंसिटी के बराबर है यह इंटेंसिटी थीटा 0 पर अधिकतम है और 95 पर जो कि 90 पर होना चाहिए था 0 मिल रही है इसीलिए मैं 360 डिग्री से इनिशियल पोजीशन तक यह प्रयोग करुंगा अब मैं 240 डिग्री पर हूं और यह करंट घट रहा है ऐसा ही 280 300 पर भी हो रहा है 300 पर यह बिल्कुल 0 के बराबर है और 320 से चढ़ना शुरू हो जाता है आप 25 डिग्री की जगह 30 डिग्री भी ले सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं शायद मैंने 25 डिग्री लेने में कुछ गलती कर दी इसीलिए अब हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 30 डिग्री पर मिल रही है ना कि 25 डिग्री पर इसीलिए हम सभी कोण से 30 डिग्री घटा देंगे तब यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह 190 हो जाएगा अभी थोड़ी बहुत गलती है इसीलिए हम लोग ग्राफ़ बनाएँगे और यह ग्राफ़ औसत होगा तब आप देखेंगे कि यह ग्राफ़ कॉस के स्क्वायर ग्राफ़ जैसा ही है कॉस का ग्राफ़ सभी जानते हैं अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर आ जाता है और आपको इस तरह का ग्राफ़ मिलता है पोलराइज्ड प्रकाश की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक वेक्टर व पोलराइजर कि ऑप्टिक एक्सिस के बीच का कोण थीटा आपस में इस तरह I Io cos2 जुड़े हुए हैं इसी को मेलस ला कहते हैं और यह प्रयोग इसका प्रमाण था यह पोलराइजेशन का एक बहुत साधारण प्रयोग है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा मुझे यहां नेचुरल प्रकाश को पोलराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आवश्यकता पड़े तो हम नेचुरल प्रकाश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा हो तभी हमें पर्याप्त करंट मिल पाएगा जिसे हम नाप सकें इसीलिए हमने यहां पर लेज़र का इस्तेमाल किया अब मैं इस विषय को यहीं रोकते हुए आप सब का धन्यवाद करता हूं धन्यवाद